इसलिए हमने एक समानता परिवर्तन की शुरुआत की ध्यान दें कि हम विश्लेषणात्मक समाधान प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक युग्मित समीकरण है इसे विश्लेषणात्मक रूप से हल करने का कोई साफ तरीका नहीं है तो हम समानता परिवर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं यह सिर्फ समस्या को संख्यात्मक रूप से हल करने में मदद करता है और एक आसान तरीके से ग्रेडियेंट प्राप्त करने में भी मदद करता है तो हम समरूपता चर को पेश करने जा रहे हैं जो कि y by x into the local Grashof number by 4 to the power of 1 by 4 है तो यह कोई जादू नहीं है कि ये भाव लोगों के पास आए हैं वास्तव में इन चीजों को प्राप्त करने के लिए मॉडल किए गए समीकरण और स्केलिंग का सावधानीपूर्वक विस्तार से विश्लेषण किया है यह इस पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर है और आप इसके विवरण में नहीं जाएंगे कि इन समानता को कैसे प्राप्त करें लेकिन ऐसा करने के लिए एक औपचारिक विधि है और फिर आप साई को परिभाषित करते हैं जो अनिवार्य रूप से यह स्ट्रीम फ़ंक्शन है संशोधित स्ट्रीम फ़ंक्शन इसलिए अब हम इन समानता समाधान मात्राओं के संदर्भ में सभी मॉडल समीकरणों को फिर से लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि mu dpsi by dy होगा जो dpsi by deta into deta by dy होगा और वह 2 nu by x into Grashof number to the power of one by 2 into fprime of eta होगा तो इन परिभाषाओं का उपयोग करके आप मॉडल समीकरणों को ftriple के रूप में फिर से लिख सकते हैं Prime plus 3 f into fdouble prime plus 2 fprime square plus t star equal to 0 and t star double prime plus 3 times Prandtl number into f into t star prime equal to 0 और सीमा की स्थिति eta is 0 f equal to f prime equals to 0 and t star equal to one के बराबर होगी और जैसे ईटा अनंत तक जाता है आपके पास fprime 0 पर है और t star 0 पर है तो यह मॉडल समीकरण है तो कोई इसके लिए संख्यात्मक समाधान ढूंढ सकता है इस समीकरण को हल करने का कोई विश्लेषणात्मक तरीका नहीं है इस समीकरण को हल करने के लिए संख्यात्मक तरीकों को हल करना होगा और इसलिए संख्यात्मक समाधान कुछ इस तरह दिखेगा तो तापमान प्रोफाइल के लिए संख्यात्मक समाधान star 0 से 1 तक जा रहा है और यह eta है तो समाधान ऐसा दिखेगा यह प्रांटल संख्या बढ़ा रहा है तो वृद्धि में प्रांटल संख्या में तेजी से गिरावट होगी और तापमान प्रोफ़ाइल ऐसा क्यों है तो मान लीजिए कि यह बिंदु 0 एक pr बराबर हजार मान लीजिए प्रांदल संख्या बढ़ाने से क्या होता है प्रांड्ल नंबर क्या है यह nu by alpha है राइट तोप्रांदल संख्या बढ़ाने से क्या होता है संवेग सीमा परत अधिक महत्वपूर्ण है यह delta over deltat का अनुपात है तो prandtl number to the power of n के लगभग स्केल के रूप में मुझे delta over deltat लेना चाहिए तो इसलिए जब प्रांदल संख्या बहुत बड़ी होती है तो थर्मल सीमा परत की मोटाई बहुत कम होती है तो अपने स्केलिंग वेरिएबल थीटा को याद रखें थीटा y by x into Grashof number by 4 to the power of one है इसलिए जब सीमा परत की मोटाई बहुत छोटी होती है जाहिर है eta बहुत छोटा है तो सभी तापमान प्रोफाइल को eta के बहुत कम मात्रा में कैप्चर करना होगा तो यही कारण है कि यह एक बड़ी प्रांटल संख्या के लिए बहुत जल्दी गिर जाता है ऊष्मा परिवहन गुणांक को माइनस kf के रूप में परिभाषित किया गया है द्रव की चालकता d t by d y at y equal to 0 divided by t s minus t है तो यह t परिवहन गुणांक की परिभाषा है और इस परिभाषा का उपयोग करके इस अभिव्यक्ति का उपयोग करने से आप स्थानीय नुसेल्ट संख्या kf को परिभाषित कर सकते हैं जो कि x by kf into minus dy divided by Ts minus Tinfinity होगा तो आयामहीन मात्रा के संदर्भ में यह ग्राशॉफ संख्या 4 to the power of 1 by 4 dTstar by deta eta equal to 0 के बराबर है और यह पता चलता है कि यह प्रांदल संख्या का एक कार्य है और वह 075 into Prandtl to the power of half divided by 0609 plus 1221 Prandtl number to the power of half plus 1238 Prandtl number to the power of half होगा मुझे उम्मीद नहीं कि आप इनमें से किसी भी अभिव्यक्ति को याद रखें इन अभिव्यक्तियों का अस्तित्व होना ही महत्वपूर्ण है इसलिए यह आवश्यक है कि यह आपको आपकी परीक्षा में हमेशा दिया जाएगा तो हाल ही में स्थानीय ग्राशॉफ संख्या को g beta Ts minus Tinfinity into x cube by nu square के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह केवल वही व्यंजक है जिसे हमने रेनॉल्ड्स संख्या वर्ग से गुणा करके प्राप्त किया था तो हमें x cube by nu square प्राप्त होता है जो local Grashof number है तो यह स्थानीय ग्रासहोफ़ संख्या है तो अगला अभ्यास औसत का पता लगाना है तो हमारे पास दो उद्देश्य थे एक हम स्थानीय ताप परिवहन गुणांक का पता लगाते हैं हम औसत ताप परिवहन गुणांक खोजना चाहते हैं और वह केवल one by L h into dx है तो वह one by L integral होगा तो नुसेल्ट संख्या से हम वास्तव में उस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि स्थानीय ताप परिवहन गुणांक क्या है तो वह Grashof number by 4 to the power of 1 by 4 into gPr into k f by x into dr होगा तो यह स्थानीय ताप परिवहन गुणांक है और यह 1 by 4 g times eta Ts minus Tinfinity by nu square होगा अत ये सभी x के फलन नहीं हैं इसलिए हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं g p r x का फलन नहीं है हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं kf x का फलन नहीं है जिसे निकाला जा सकता है तो यह integral of that to the power of 1 by 4 होगा तो यह x to the power of 3 by 4 divided by x into dx and that will be kf by l g beta Ts minus Tinfinity 4 nu square one by 4 होगा यह integral क्या है 0 to L 4 by 3 यह 4 by 3 into x to the power of 3 by 4 L to the power of 3 by 4 है तो यह और कुछ नहीं बल्कि integral of x to the power of minus one by 4 into d x है इसलिए आप डेटा 4 by 3 को एकीकृत करते हैं जो कि integration l to the power of 3 by four आता है तो यह kf by L 4 by 3 into Grashof number होता है जो length to the power of 1 by 4 multiplied by the function of prandtl number के आधार पर है तो यहाँ से हम जो देखते हैं वह यह है कि औसत नुसेल्ट संख्या लंबाई के आधार पर है जो 4 by 3 times the Nusselt number है स्थानीय नुसेल्ट संख्या लंबाई के आधार पर है यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमें फ्लैट प्लेट के मामले में मिला था जहां औसत नुसेल्ट संख्या स्थानीय नुसेल्ट संख्या के कुछ कार्य या कुछ स्थिर मॉड्यूलो स्थिरांक है इसलिए हम वास्तव में कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर औसत नुसेल्ट संख्या जो उस स्थान तक फ्लैट प्लेट में उस स्थान तक ले जाने वाली ऊष्मा की शुद्ध मात्रा को दर्शाती है जो स्थानीय नुसेल्ट संख्या के 4 by 3 times के बराबर होनी चाहिए तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है इसलिए अगर मैं बाहर निकलने पर या फ्लैट प्लेट के अंत में गुणों को माप सकता हूं तो मुझे यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि उस स्थान पर स्थानीय नुसेल्ट नंबर क्या है तो अब इसलिए हमने जो कुछ भी किया है वह मूल रूप से laminar conditions के लिए है हालांकि मुझे इसका उल्लेख पहले करना चाहिए था तो वह सब जो अब तक किया गया है सभी समीकरण और सभी नुसेल्ट संख्या व्यंजक laminar conditions के लिए हैं एक विशेष कारण है कि मैंने laminar का उल्लेख क्यों नहीं किया तो याद रखें कि कोई संदर्भ वेग नहीं है तो सवाल यह आता है कि मैं कैसे परिभाषित करूं कि laminar क्या है और turbulent क्या है तो रेले संख्या नामक एक नई आयाम रहित मात्रा वास्तव में इस प्रकार की समस्या के लिए laminar और turbulent स्थितियों को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है इसलिए हम रेले संख्या को लंबाई के आधार पर परिभाषित करते हैं जो कि ग्राशॉफ संख्या का गुणनफल है जो कि प्रांड्टल संख्या से गुणा की गई लंबाई के आधार पर होती है और जो कि g beta Ts minus Tinfinity x cube by alpha into nu में दी जाती है तो याद रखें कि प्रांड्ल नंबर nu by alpha है इसलिए मैंने इसे ग्राशोफ संख्या से गुणा किया तो वर्ग कैंसिल हो जाता है और हमें एक अल्फा मिलता है तो turbulent और laminar transition को वास्तव में महत्वपूर्ण रेले संख्या कहा जाता है तो महत्वपूर्ण रेले संख्या 10 power 9 से अधिक है तो सीमा परत के अंदर प्रवाह की स्थिति याद रखें कि यदि सीमा परत के बाहर तरल पदार्थ आराम पर है तो एक अचल माध्यम है तो रेले संख्या 10 है 10 power 9 से अधिक है तो इसे अशांत स्थिति माना जाता है यह ऐसा कुछ है जो बहुत दुर्लभ है और कभी भी अशांत परिस्थितियों का सामना नहीं करेगा वास्तव में लोगों ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया था यह अभी भी एक खुला प्रश्न है कि अशांत परिस्थितियों में ऊष्मा परिवहन मुक्त संवहन कैसे होता है तो वहाँ लोगों ने प्रयोग नहीं किया है तो वास्तव में कोई ठंडा राष्ट्र नहीं है और न ही यह पता लगाने के लिए कोई विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति है कि इन परिस्थितियों में ऊष्मा परिवहन क्या है तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका अध्ययन किया गया है तो यह अभी भी एक खुला प्रश्न है यह एक खुली समस्या है तो रेले संख्या कब बहुत बड़ी हो जाएगी तो इस अभिव्यक्ति को देखें गुरुत्वाकर्षण निश्चित है संपीड़ितता कारक के लिए एक निश्चित सीमा है तापमान प्रवणता भी काफी निश्चित है ऐसा नहीं है कि आपके पास एक महत्वपूर्ण तापमान प्रवणता हो सकती है लंबाई का पैमाना भी काफी है तो यह चिपचिपापन और प्रसार है जो आपको बताता है कि रेले संख्या कब काफी बड़ी होने वाली है इसलिए ऐसी स्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल है जहां द्रव की viscosity और थर्मल डिफ्यूज़िविटी इस तरह से है कि रेले संख्या काफी बड़ी है लगभग 10 power 9 है तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका सामना किया गया है लेकिन शायद ऐसी स्थिति है जिसे हम नहीं जानते तो हम मुक्त संवहन के लिए दूसरी ज्यामिति पर स्विच करेंगे तो वह आज का व्याख्यान समाप्त करेगा तो यह सिलिंडर के चारों ओर प्राकृतिक संवहन है इसलिए विश्लेषण और सीमा परत गठन बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमने वास्तव में बाहरी प्रवाह के मामले में चर्चा की थी जहां हमारे पास एक लंबा सिलेंडर है हमारे पास एक लंबा सिलेंडर है जो वास्तव में बोर्ड के अंदर और बाहर जा रहा है और तो मान लीजिए कि यह सिलेंडर अचानक एक अचल द्रव के अंदर गिरा दिया जाता है और अब आपके पास एक सीमा परत होगी जो इसके चारों ओर बनती है तो यह एक निश्चित तापमान Ts पर उन्नीस है और मान लीजिए कि यह कोण थीटा है तो कोई यह पता लगा सकता है कि नुसेल्ट संख्या के लिए क्या संबंध हैं तो मान लीजिए कि यदि सिलेंडर को आइसोथर्मल परिस्थितियों में बनाए रखा जाता है तो मान लें कि हम जानते हैं कि सिलेंडर को कैसे बनाए रखा जाए तो व्यास के आधार पर नुसेल्ट संख्या 06 0387 द्वारा दी गई है यह अनुभवजन्य सहसंबंध है याद रखें कि Rayleigh number to the power of 1 by 6 1 plus 0559 divided by Prandtl number power of 9 by 16 power of 8 by 27 और इस के वर्ग से विभाजित किया जाता है तो यह सभी मज़ेदार संख्याएँ जो आप देख सकते हैं यह आपको तुरंत बताती हैं कि यह किसी प्रकार का सहसंबंध है यह पूरी तरह से विश्लेषणात्मक नहीं है तो यह इस प्रकार की समस्याओं के लिए एक सामान्य सहसंबंध है और एक वैकल्पिक सहसंबंध भी है जो कुछ C times to the power of n के लिए दिया जाता है और एक तालिका है जो आपको बताती है कि रेले संख्या के स्थिरांक के विभिन्न मान क्या है तो यह 10 power minus 10 minus 2675 and 0058 and 10 power minus 2 to 10 square 10102 and 0148 होगा तो वह रेले संख्या है जो n की विभिन्न श्रेणियों के लिए constant है तो उसी प्रकार जैसा कि हमने सिलेंडरों में देखा था हम Nusselt number verses theta याद करते हैं कि हमने देखा कि Nusselt संख्या बढ़ जाती है और फिर यह अचानक गिर जाती है और यह इसी तरह से आप उम्मीद करेंगे कि Nusselt संख्या वास्तव में 0 और pi के बीच होगी और फिर यह बस गिर जाएगी इस गिरावट का कारण क्या है अपने सिलेंडर को बाहरी प्रवाह के साथ याद रखें क्या कारण है कि यह एक अलग बिंदु होने जा रहा है इसलिए जब यह द्रव द्रव के चारों ओर बह रहा है अब सतह के संपर्क में नहीं है और इसलिए आप उम्मीद करते हैं कि इन सहसंबंधों का उपयोग करके आप जिस नुसेल्ट संख्या की गणना करेंगे वह वास्तव में गिर जाएगी क्योंकि आप सिलेंडर के दूसरे छोर के करीब जाते हैं याद रखें कि थीटा 0 से pi वास्तव में जाता है यह यहाँ 0 और pi है तो नुसेल्ट नंबर के लिए उस तरह का प्रोफाइल है जिसकी आप उम्मीद करेंगे और एक बार फिर मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इन अभिव्यक्तियों को याद रखेंगे और वास्तव में आपसे भविष्य में भी इन अभिव्यक्तियों को याद रखने की उम्मीद नहीं की जाएगी जब आपको वास्तव में इन अभिव्यक्तियों को वास्तविक प्रणालियों में उपयोग करना होगा तो इन अभिव्यक्तियों को हमेशा कई पुस्तकों में सूचीबद्ध किया जाता है और यह हमेशा आपके लिए उपलब्ध होती है लेकिन यह जानना और महसूस करना महत्वपूर्ण है कि इन अभिव्यक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए और इसके पीछे क्या मूल्य हैं तो आप अगले व्याख्यान में देखेंगे कि हम एक नया विषय शुरू करेंगे तो हम किसी प्रकार के एप्लिकेशन को देखते हैं इसलिए अब तक हमने चरण परिवर्तन पर कभी ध्यान नहीं दिया हमने चरण परिवर्तन को कभी नहीं देखा इसलिए हम हमेशा यह मानते हैं कि जो द्रव बह रहा है वह हमेशा एक ही चरण में होता है तो अगली कक्षाओं में हम जो देखने जा रहे हैं हम उबलने पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं कि एक प्रणाली का क्या होता है जब तरल पदार्थ का चरण परिवर्तन होता है यानी यह तरल से वाष्प अवस्था में जाता है और कुछ व्याख्यान के बIद हम देखने जा रहे हैं कि नदियों मे संघनन होने पर क्या होता है इसलिए ये दोनों उद्योग के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि प्रक्रिया उद्योग में हमेशा भाप होती है जो विभिन्न स्थानों में और विभिन्न पाइपलाइनों में बहती है तो आप हमेशा देखेंगे कि किसी स्थान पर ऊष्मा परिवहन के कारण एक द्रव को उबाला जा रहा है और किसी स्थान पर इस भाप द्वारा ले जाने वाली ऊष्मा वास्तव में ऊष्मा विनिमायक के माध्यम से दूसरे द्रव में पहुँचाई जाती है जहाँ भाप वास्तव में संघनित होती है ऊष्मा की प्रकृति जो वास्तव में तरल पदार्थ द्वारा छोड़ी या ग्रहण की जाती है गुप्त ऊष्मा है इसलिए हम यह देखना शुरू करने जा रहे हैं कि जब latent heat होती है तो वह जो वास्तव में परिवहन में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ये विश्लेषण कैसे बदलते हैं और इन सहसंबंधों की प्रकृति क्या है जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं और हमको किस प्रकृति के सॉल्यूशन मिलेंगे तो यही हम अगले व्याख्यान में शुरू करने जा रहे हैं